आइए अब हम इसे गणितीय रूप से बनाते हैं हम यह कैसे करते हैं आइए हम फिर से द्रव के प्रवाह पर वापस जाएं और मैं इसमें आयताकार छोटा बॉक्स बनाऊंगा किसी बिंदु x y z पर इस दिशा में x अक्ष के साथ इस दिशा में y अक्ष इस दिशा में z अक्ष और यह बिंदु x y z है आइए बॉक्स के माप को x दिशा में a y दिशा में b और z दिशा में c लेते हैं मुझे इस बॉक्स को एक बार फिर से बनाने दीजिए बॉक्स का यह किनारा a है यह किनारा b है और यह किनारा c है आइए गणना करते हैं क्योंकि अब इसमें अंदर आने वाला पानी और बाहर जाने वाला पानी ऐसा दिखता है आप जानते हैं कि अधिक अंदर आ रहा है और बाहर जा रहा है आइए हम वास्तव में देखते हैं कि क्या होता है आइए हम सतह को देखते हैं इसका नाम 1 2 3 4 5 और पीछे की तरफ 67 और 8 रखते हैं आइए बिंदु 5 पर नजर डालते हैं यह मेरे x y z हैं आइए सतह 5 6 7 8 को देखें 5 6 7 8 x अक्ष के लंबवत है और यदि द्रव का वेग v है तो हम वेग क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं यदि वहाँ एक वेग v है फिर 5 6 7 8 द्वारा प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाला द्रव वास्तव में यदि आप लंबाई vx का एक बड़ा आयत बनाते हैं तो जो भी द्रव इस vx में है वह इस सतह के माध्यम से प्रवाहित क्योंकि एक सेकंड में यह क्षेत्रो की लंबाई को नापेगा तो इस क्षेत्र से प्रवाहित होने वाला द्रव vx और क्षेत्रफल का गुणनफल होगा क्षेत्रफल b और c का गुणनफल होगा यह इसके द्वारा प्रवाहित होने वाला द्रव है आइए हम इसे और अधिक सटीक बनाते हैं यह बॉक्स है और मुझे इस बात में दिलचस्पी है कि कितना द्रव बाहर निकल रहा है तो इसके लिए मुझे उस अवयव की आवश्यकता है जो बाहर की ओर के प्रवाह को बताता है और 5 6 7 8 के लिए वह अवयव ऋणात्मक है यह मेरा x अक्ष है ऋणात्मक x की दिशा मुझे यह बताएगी कि द्रव बाहर निकल रहा है या अंदर आ रहा है तो बाहर निकलने वाला द्रव परिमाण पहले से ही कहा गया है कि vx b c है जो x और y और z पर vbc है और कौन सा अवयव जो अवयव ऋणात्मक x की दिशा में है तो मैं इसे x y z b c पर ऋणात्मक दिशा में v dot x के रूप में लिखने जा रहा हूं यह 5 6 7 8 से बाहर निकलने वाला द्रव है आइए हम सतह 1 2 3 4 को देखें 1 2 3 4 पर बाहर निकलने वाला द्रव का वह अवयव x दिशा में होगा और इसलिए 1 2 3 4 द्वारा इस बाक्स के आयतन के बाहर निकलने वाला द्रव फिर से आयतन से x की दिशा में बाहर निकलने वाले v का अवयव और b c के गुणनफल के बराबर होगा और यह v हालांकि अब यह x की जगह x plus a होगा याद रखिए कि x पर सतह 5 6 7 8 है यह x plus a होने जा रहा है लेकिन अन्य सभी बिंदुओं के पास समान हैं सभी बिंदुओं के पास समान y और z b c है तो जिसे मैं vx at x plus a y and z b c के रूप में लिख सकता हूं जिसे मैं आगे vx x y z b c plus partial derivative of vx with respect to x b c के रूप में लिख सकता हूं इस परिणाम के साथ कि x अक्ष पर लंबवत सतहों के माध्यम से कुल प्रवाह minus vx at x y z b c plus vx at x y z b c plus partial of vx y partial x a b and c होगा यह a के माध्यम से vx में बदलाव है मुझे यह देखने दीजिए कि मैंने ऐसा पहले तो नहीं किया है नहीं मैंने नहीं किया है तो यहां a होना चाहिए यह रद्द हो जाता है और हमारे पास partial vx by partial x a b c रह जाता है Net flow through surface perpendicular to the x axis vxxyzbcvxxyzbcvx∂xabcvx∂xabc इसी तरह से इसी तरह से आप यह दिखा सकते हैं कि y अक्ष पर लंबवत सतहों के माध्यम से कुल प्रवाह partial v y over partial y a b c होगा और z अक्ष पर लंबवत सतहों के माध्यम से कुल प्रवाह partial v z over partially z a b c होगा तो इस बॉक्स के माध्यम से यदि मैं सभी सतहों को गिनता हूं तो कुल प्रवाह समान a b c partial vx by partial x plus partial vy by partial y plus partial vz by partial z है निश्चित रूप से हम मानते हैं कि a b c छोटा है इसलिए मैंने केवल पहला ऑर्डर रखा है जो और कुछ नहीं बल्कि इस बॉक्स के छोटा आयतन और जो मैंने पहले कहा था उसका गुणनफल है मैं इसे v के अवकलज के रूप में लिखूंगा प्रतीकात्मक रूप से यह प्रतीक x unit vector partial x plus y unit vector partial y plus z unit vector partial z होगा Net outflowabcvx∂xvy∂yvz∂zVv x∂xy∂yz∂z ताकि जब मैं v का अपसरण लिखता हूं तो यह partial x plus y partial y plus z partial z साथ में डाट होता है और मैं पहले x v x plus y v y plus z v z का अदिश गुणनफल लेने जा रहा हूं यदि मैं अदिश गुणनफल लेता हूं तो x dot x मुझे 1 देता है तो मेरे पास केवल plus y dot y बचा है जो मुझे एक बार फिर से एक देता है d v by d y plus partial v z by partial z दूसरे सभी अदिश गुणनफल मुझे 0 देते हैं तो हमने पता किया है कि यदि में एक छोटा बाक्स लेता हूं जिसका आयतन बहुत छोटा है और इसके माध्यम से द्रव के प्रवाह की बात करता हूं तो कुल प्रवाह जिसे मैं अब v dot x के रूप में लिखूंगा और याद कीजिए कि हमने b c plus v at x plus a y z dot x d c लिखा था और अन्य अवयव वास्तव में और कुछ नहीं बल्कि v dot d small area है जहां क्षेत्र की दिशा आयतन से बाहर की ओर की दिशा के बराबर है इसलिए हमने जिस राशि की गणना की है वह यह है यह वास्तव में इस राशि की गणना करता है जो और कुछ नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में v dot ds का समाकलन है और जो हमने पाया है वह यह है कि छोटे क्षेत्र ds पर v और कुछ नहीं बल्कि v और छोटे आयतन delta v के गुणनफल के अपसरण के बराबर है

vx∂xy∂yz∂zxvxyvyzvzvx∂xvy∂yvz∂z आइए इसे फिर से लिखते हैं यदि मैं इसे फिर से लिखता हूं तो मेरे पास यह बॉक्स है बहुत छोटा बॉक्स और यदि मैं v dot ds की गणना करता हूं आइए मैं इसे और अच्छे से सभी सतहों सतह 1 सतह 2 सतह 3 सतह 4 को जोड कर लिखता हूं यह और कुछ नहीं बल्कि v dot d volume के अपसरण के बराबर है और यह उन अवधारणाओं के अनुरूप अपसरण को परिभाषित करता है जिनकी मैं पहले बात कर रहा था यदि बाहर की ओर कुल प्रवाह है यदि सतहों के माध्यम से कुल प्रवाह है तो ध्यान दीजिए कि यह सकारात्मक राशि है तो v का अपसरण 0 नहीं है यदि कोइ कुल प्रवाह नहीं है तो v का अपसरण 0 होता है जैसा कि मैंने पहले कहा था कि यदि मैं प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को लेता हूं तो सभी किरणें इससे अपसारी हैं क्योंकि यह यहाँ से एक प्रकाश का कुल प्रवाह है इसी तरह यदि मैं प्रकाश का स्रोत लेता हूं जिसमें सब कुछ भीतर आ रहा है तो इसमें प्रकाश का कुल प्रवाह अपसारी या अपसारी का नकारात्मक अभिसारी है दूसरी ओर यदि मैं यहां आयतन लेता हूं तो कुछ भी इकट्ठा नहीं होता है तो अपसरण 0 होता है यदि इसे बेहतर तरीके से देखना है तो वह फिर से द्रव प्रवाह में होगा माना लीजिए कि एक बिंदु है या एक फव्वारा है जहां से पानी चारों ओर जा रहा है यदि मैं इसके चारों ओर एक गोलाकार सतह बनाता हूं तो आप देखते हैं कि इस बिंदु से बाहर पानी का एक कुल प्रवाह है चाहे सतह कितनी भी छोटी क्यों न हो इस बिंदु से कुछ पानी बाहर जाएगा तो इस बिंदु पर v का अपसरण 0 नहीं होता है यदि मैं एक सिंक लेता हूं जिसमें चारों ओर से पानी अंदर जा रहा है तो फिर से अपसरण 0 नहीं होता है लेकिन अत्यधिक ऋणात्मक होगा दूसरी ओर यदि आप एक पाइप को देखते हैं हालांकि इसक क्षेत्रफल में परिवर्तन हो सकता है किसी भी छोटे आयतन के माध्यम से कुल प्रवाह 0 होता है इसलिए किसी भी बिंदु का अपसरण 0 है तो मुझे आशा है कि यह आपको एक चित्र देता है कि अपसरण क्या है और आप तुरंत आप देख सकते हैं कि अपसरण क्षेत्र के स्रोत या सिंक से संबंधित है और जितना मजबूत स्रोत होता है जिसमें एक सिंक भी शामिल है जो कि ऋणात्मक स्रोत है स्रोत जितना अधिक मजबूत होता है प्रवाह उतना अधिक होता है स्रोत जितना अधिक मजबूत होता है del v dot d s उतना बड़ा होगा मजबूत स्रोत का तात्पर्य यह है कि v dot ds बड़ा है और इसका अर्थ है कि v d v का अपसरण बड़ा है तो अब हमने किसी भी सदिश क्षेत्र के किसी भी अपसरण के लिए एक गणितीय परिभाषा दी है यह स्रोत की शक्ति से संबंधित है और स्रोत जितना बड़ा होगा उतना अधिक शक्तिशाली होगा उतना अधिक अपसरण होगा और यह केवल उन बिंदुओं पर गैर शून्य होगा जहां पर एक स्रोत या एक सिंक होता है क्योंकि तब कुल बहिर्वाह या कुल अन्तर्वाह होता है यदि एक छोटे आयतन के माध्यम से कुल प्रवाह अन्तर्वाह 0 है और उस बिंदु पर अपसरण 0 होगा तो यह अपसरण की परिभाषा है अपसरण की इस परिभाषा से संबंधित एक प्रमेय है और इसे अपसरण प्रमेय कहा जाता है किसी भी सदिश क्षेत्र को लीजिए और अब एक सतह को लीजिए जो कि मनमाने आकार का हो और आयतन को घेरता हो यह आयतन है इस आयतन में मैं इस आयतन को बहुत छोटे आयताकार बक्सों में बांटता हूं बहुत बहुत छोटे मैं दो आयामों में बना रहा हूं लेकिन मान लीजिए कि ये बक्से हैं और प्रत्येक बिंदु पर मैं अपसरण की गणना करने के लिए लागू करता हूं इसलिए प्रत्येक बिंदु पर आइए हम कहते हैं कि इस बिंदु पर इस दिए गए बिंदु पर इस दिए गए बिंदु पर मेरे पास v और डेल्टा आयतन के गुणनफल का अपसरण है जो प्रत्येक के माध्यम से i v dot d s के योग के बराबर है तो अब यदि मैं इसे सभी बक्सों के लिए जोड़ता हूं मुझे इसे सभी बक्सों पर जोड़ना होगा दो विशेष बक्सों को देखिए यदि मैं इस तरह से एक बॉक्स को लेता हूं मैं इस आसन्न बॉक्स को देखता हूं तो इस समान सतह पर नीचे वाले बॉक्स के लिए v dot d s का d s इस दिशा में जा रहा होगा और ऊपर वाले बॉक्स के लिए d s इस दिशा में जा रहा होगा वे विपरीत चिन्हों के हैं v vivds इसलिए जब मैं आयतन समाकलन करता हूं तो v dot d s धनात्मक होता है माना जाता है कि यहां आयतन समाकलन के लिए धनात्मक होता है और यहां आयतन समाकलन के लिए ऋणात्मक होता है इसलिए इस समान सतह से सतह पर योगदान रद्द हो जाएगा न केवल इन दो बक्सों के लिए बल्कि किसी भी दो आसन्न बक्सों के लिए ऐसा होगा इसलिए जब मैं दाहिने हाथ के भाग को सभी बक्सों के लिए जोड़ता हूं समान सतहों के योगदान रद्द हो जाते हैं जिसका परिणाम यह है कि जो योगदान बचा रहेगा वह केवल बाहरी सतहों का ही योगदान होगा क्योंकि बाहर की सतह पर रद्द करने के लिए कुछ भी नहीं है इसलिए जब मैं सभी बक्सों के लिए जोड़ता हूं तो मेरे पास केवल बंद आयतन के बाहरी सतह पर v dot d s का समाकलन बच जाता है और यह है जो कि अपसरण प्रमेय है यह जो कहता है वह यह है कि दिए गए आयतन बड़े आयतन और सदिश क्षेत्र के माध्यम से मैंने सभी बक्सों पर v delta v के अपसरण का यह योग किया है और इसका अर्थ है कि पूरा आयतन बाहरी सतहों पर v dot d s के बराबर होगा क्योंकि सभी d s लंबवत की ओर इंगित कर रहे हैं इस सतह से दूर इंगित कर रहे हैं अगले व्याख्यान में मैं विद्युतस्थैतिक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र के अपसरण के बारे में बात करूंगा और फिर विद्युत क्षेत्र के कुंतल का वर्णन करूंगा